इसके साथ हम स्टेज 1 प्राप्त करते हैं इस QM एल्गोरिदम की एक पहली व्यवस्था और इस स्थिति में यहां जो अंकित किया गया है उसके अलावा क्योंकि जिस तरह मिनटर्म दिख रहे हैं उनके दिखने का क्रम बदल गया है इसलिए हम केवल संबंधित डेसिमल मान साथ में दाएं हाथ की ओर लिखते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए की सभी मिनटर्म यहां ठीक से सम्मिलित कर लिए गए हैं कोई मिनटर्म छूटना नहीं चाहिए यह हमारे ध्यान से ना निकल जाए इसलिए हम इसे इस तरह से लिख भी रहे हैं ठीक है उससे हम स्टेज 2 पर जाते हैं स्टेज 2 में हम क्या करते हैं हम फिर से समूह बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हम आसन्न ब्लॉक को लेते हैं आसन्न ब्लॉक क्यों हम बाद में बताएंगे तो स्टेज 1 के आसन्न ब्लॉक और फिर हम सदस्यों के बीच देखते हैं इनपुट संयोजन मिनटर्म जहां मेरा मतलब वह केवल एक स्थान से अलग हो रहे हो ठीक है हम उनका जोड़ा बनाते हैं जैसे 0 0 0 0 और 0 0 0 1 इनपुट संयोजन केवल D स्थान 0 से 1 बदल रहा है और A B C 0 के रूप में समान है सभी 0 यानी केवल एक बदलाव वहां है ठीक है तो हम इसे एक सदस्य के रूप में लेते हैं जो अगले स्टेज 2 पहले ब्लॉक में जाता है ठीक है और वह जगह जहां D बदल रहा है हम उस चर पर उस जगह जहां मान बदल रहा है हम एक डैश रखते हैं डैश का मतलब इसका भौतिक महत्व क्या है वह चाहे D 0 हो या 1 डैश एक प्रकार का डोंट केयर है कि मिनटर्म उत्पन्न हुआ है इसका मतलब A B C 0 0 0 है D 0 या 1 है ठीक है यह मिनटर्म है D 0 के बराबर है के लिए यहां दो मिनटर्म हैं A B C 0 रहता है और D 1 होता है A B C सभी 0 रहते हैं तो यह इसका भौतिक महत्व या अर्थ है ठीक है इसी प्रकार 0 और 2 हम संयोजित कर सकते हैं क्योंकि केवल C स्थान बदल रहा है इसलिए 0 2 ब्लॉक का अगला सदस्य है केवल यही संभावनाएं हैं अब क्या यह पहला ब्लॉक ब्लॉक 3 के साथ संयोजित किया जा सकता है इस विशेष विचार के लिए कि केवल एक स्थान बदलेगा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ब्लॉक में केवल 0 था और इस विशेष ब्लॉक में दो 1's हैं तो यह कम से कम 2 स्थानों से अलग हैं है ना यह दो स्थान है यह अलग है जिसके कारण आप नहीं कर सकते हैं यह ब्लॉक यह ब्लॉक आगामी ब्लॉक कम से कम दो स्थानों से अलग है एक स्थान से नहीं इन्हें इस विशेष पहले ब्लॉक के साथ समूहीकृत नहीं किया जा सकता है ठीक है इसलिए हम इन पर विचार नहीं कर रहे हैं ठीक अब हम देखते हैं क्या यह ब्लॉक और यह ब्लॉक संयोजितकिया जा सकता है और विभिन्न संभव तरीके क्या है और उसके लिए हम देखते हैं यह 3 के साथ संयोजित किया जा सकता है क्योंकि A B D के मान क्रमशः 0 0 1 हैं केवल C यहां पर 0 से 1 बदल रहा है इसलिए हम इस विशेष जगह में 0 0 डैश 1 लिखते हैं फिर से देखते हैं भौतिक महत्व A B और D क्रमशः 0 0 1 के लिए समान है C या 0 या 1 सत्य तालिका में ये दो मिनटर्म उपलब्ध हैं ठीक है इसी प्रकार ये 2 और 3 संयोजित किए जा सकते हैं 2 और 10 संयोजित किए जा सकते हैं तो यह हम देख सकते हैं क्या 1 और 3 संयोजित किए जा सकते हैं क्षमा 1 और 10 संयोजित किए जा सकते हैं यह 1 है और यह 10 है ठीक हम देखते हैं यह 0 और 1 है यह बदल रहे हैं 0 0 यह स्थिर है फिर से 0 और 1 जो बदल रहा है और 1 और 0 बदल रहा है तो एक से ज्यादा स्थान पर बदल रहा है क्या यह ठीक है

नहीं 0 0 0 0 यह ठीक है 0 और डैश और डैश और 1 जिसके कारण हम इन दो को संयोजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह दो स्थानों में अलग है ठीक है अब 0 0 0 डैश और 0 0 1 डैश क्या यह दोनों संयोजित किए जा सकते हैं हां क्यों पहले दो 0 0 हैं D स्थान डैश है केवल C स्थान बदल रहा है एक स्थिति में यह 0 है दूसरी स्थिति में यह 1 है इसलिए यह एक उम्मीदवार है तो संबंधित टर्म होंगे 0 0 डैश पहले से वहां था यह 0 1 अब एक डैश यहां आ रहा है और संबंधित टर्म 0 1 2 3 है यह स्टेज 3 में जा रहा है क्या यह ठीक है